सभी का स्वागत है पिछली कक्षा में हम उन वर्तमान परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे थे जो पिछले कुछ समय में हुए हैं या हाल के दिनों में कुछ बदलावों में कुछ नए रुझान आए हैं कुछ बदलावों का अनुभव भारत में उद्योग द्वारा भी देखा गया है और मैंने आपके साथ उन परिवर्तनों पर चर्चा की जैसे कि अब सेवा उद्योग की भूमिका अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक है अब हमने इस बारे में बात जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने कार्य क्षेत्रों को बदल दिया है और फिर हमने देखा है हमने चर्चा की है कि तकनीकी विकास तकनीकी विकास ने पूरी प्रक्रिया को भी बदल दिया है ठीक है इसलिए जैसे जैसे ये चीजें बाजार में आई हैं प्रबंधन लेखा कारों के लिए चुनौतियाँ और भी बढ़ गई हैं अब चूंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है इसलिए लगातार वे दबाव में हैं कि उत्पादन की लागत को कैसे कम किया जाए क्योंकि लोगों को विकल्प मिला है ग्राहकों को उनकी पसंद मिली है सबसे बड़ा उदाहरण आपका टेलीकॉम सेक्टर है एक समय था जब हमें दूरसंचार विभाग के लिए एक लैंडलाइन के लिए आवेदन करना होता था और एक बार जब हम आवेदन के 2 3 4 वर्षों के बाद जब फोन मिलता था तो एक चमत्कार या कह सकते हैं इच्छा सच होना लगता था और हम अपने भगवान की तरह फोन की पूजा कर रहे थे और यह वास्तव में कुछ शानदार था जो हमें जीवन में मिला है या कुछ बहुत ही उपयोगी और अद्भुत है जो हमें जीवन में मिला है आज हम देखते हैं कि लोग हर जगह मोबाइल फोन के साथ घूम रहे हैं हर व्यक्ति के पास चाहे उसके पास खाना खाने के लिए पैसे हों या यह कहें कि उसके साथ 3 भोजन खाने को हो या नहीं लेकिन वह मोबाइल फोन लेकर चल रहा है और यह बहुत ही कम कीमतों पर है यह इतना सस्ता है तो यह तकनीकी प्रगति के कारण है यह सेवा सेक्टर की कह सकते हैं कि वृद्धि के कारण है यह दूरसंचार क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण है इसलिए यह हर क्षेत्र में हुआ है आपूर्ति पक्ष में सुधार हुआ है और आपूर्ति पक्ष में सुधार ने ग्राहक को सुविधा दी है लेकिन वास्तव में निर्माता के सामने चुनौतियों को रखा है तो इसने स्वाभाविक रूप से आपके बजट को बदल दिया है आपकी नियंत्रण प्रक्रिया बदल गई है और उनकी लागत प्रक्रिया बदल गई है और कहें कि आपकी समग्र लाभप्रदता वांछित लाभप्रदता बनाए रखना एक चुनौती पूर्ण कारक बन गया है अब हम बाजार में कुछ अन्य परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन में आज हम जस्ट इन टाइम बारे में बात कर रहे हैं पहले हमारे पास एक एकल तकनीक थी जो इन्वेंट्री का ईओक्यू ऑर्डर या इन्वेंट्री की ईओक्यू राशि या इन्वेंट्री प्रबंधन की ईओक्यू तकनीक इकोनामिक ऑर्डर क्वांटिटी है आज वह तकनीक अप्रासंगिक हो गई है दुनिया के अधिकांश हिस्सों में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्था में यह अभी भी प्रासंगिक है लेकिन हमारे पास भी जस्ट इन टाइम है और जस्ट इन टाइम उद्योग के लिए लागत को कम करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ फिर से व्यवहार में लाई जाती है क्योंकि जब आपको सामग्री को अग्रिम में लाना होता है तो इसका भंडारण करें इसका उपयोग करें जब भी आवश्यक हो आपके पास ऑर्डर करने की लागत है आपके पास भंडारण लागत है आपके पास हैंडलिंग लागत है आपके पास दृढ़ता लागत है और एक चोरी या अप व्यय लागत भी है और अप्रचलन लागत भी है जब आप इन्वेंट्री रखते हैं तो सभी लागतें होती हैं इसलिए निर्माताओं ने सोचा कि हमारे पास इन्वेंट्री प्रबंधन की कोई विधि या तकनीक नहीं है जहां एक तरफ इन्वेंट्री का ट्रक लोड सीधे संयंत्र के लिए आता है और तैयार माल का एक ट्रक लोड संयंत्र से बाजार में जाता है हमें इसके लिए एक सूची रखने की आवश्यकता नहीं है तो इस बारे में क्यों सोचा गया यह मुश्किल नहीं है कि हम इन्वेंट्री नहीं रख सकते हैं हम इन्वेंट्री को सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन लागत से बचने के लिए लागत को कम करने के लिए लागत को कम करने के लिए हमने जस्ट इन टाइम को विकसित किया है जस्ट इन टाइम भारत जैसी अर्थव्यवस्था में लागू करना संभव नहीं है जहां कि हमारे पास बहुत बुरी आपूर्ति श्रृंखला है लेकिन जापान जैसे देशों में जहां यह तकनीक लागू है वहां भी इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता जैसा की शुरुआत में सोचा गया था वहां भी न्यूनतम इन्वेंट्री को रखना पड़ता है लेकिन काफी हद तक उन देशों ने स्टॉक को कम करने की और इन्वेंटरी स्तर की अपनी समस्या को हल किया है बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों के कारण बेहतर परिवहन प्रणाली के कारण सड़क रेलवे वायु मार्ग परिवहन और वे सामग्री का न्यूनतम स्टॉक वहन कर सकते हैं और जब यह नीचे आना शुरू होता है तो उनके पास यह हो सकता है या वे इसे नई सामग्री के साथ बदल सकते हैं तो बस जस्ट इन टाइम का मतलब है कि यह यहाँ क्यों है क्योंकि हमें उत्पादन की लागत को कम करना होगा और अंत में ग्राहकों को एक कुशल उत्पाद देना होगा अब जब आप कंप्यूटर सहायक डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सीएडी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं कंप्यूटर की सहायता प्राप्त डिज़ाइन वास्तव में उत्पाद की दक्षता बढ़ाने और उस उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों को कम करने और लागत और कीमत को कम करने के लिए बहुत सहायक हैं अब उदाहरण के लिए आप कारों के डिजाइन के बारे में बात करते हैं आज हमारे पास कारों के लिए कई प्रकार के डिजाइन हैं मारुति भूमिका में थी वे देश में एक छोटी कार लाने के लिए भारत में अग्रणी थे और उस समय यह सोच थी कि भारत में एक आम आदमी भी कार रखने के बारे में सोच सकता है तो मारुति 800 डिजाइन थी डिजाइन का चमत्कार था कि आपने कार के पीछे के हिस्से को बचा लिया कम से कम लोग कार रख सकते हैं यह छोटी कार है लेकिन यह एक कार है और यह कार का आराम दे सकती है बाद में बाजार में मॉडलों की एक श्रृंखला थीक्योंकि सभी बहु राष्ट्रीय कंपनियों ने 1991 में आई थी और उसके बाद भारत के बाजार में और आज आप देखते हैं कि अब कभी भी हम कार के नए डिजाइन देखते हैं तो यह सब कैसे संभव हो सकता है मैन्युअल रूप से यह संभव नहीं है क्या यह संभव था हिंदुस्तान मोटर्स जो एंबेसडर कार का निर्माण कर रहे थे उन्होंने वास्तव में इसे किया होगा या प्रीमियर पद्मिनी या हो सकता है कि फिएट वे वास्तव में ऐसा कर सकते थे जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय बाजारों में कारों को बेच रहे थे इसलिए यह प्रौद्योगिकी के विकास के साथ संभव नहीं था तकनीकी प्रक्रियाओं में सुधार के साथ हमें नई डिजाइन प्रणाली मिल गई है आज हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन है और यह उन कंपनियों को उत्पादों को डिजाइन करने की अनुमति देता है जिन्हें सभी आधारों पर जैसे लागत मूल्य वितरण और हैंडलिंग में बहुत कुशलता से निर्मित किया जा सकता है फिर हमारे पास CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है यह न केवल डिजाइन करने में मदद कर रहा है बल्कि उत्पादों के निर्माण में कंपनियों की मदद कर रहा है आपके सभी रक्षा उत्पाद बड़े पैमाने पर सीएएम पर आधारित हैं यह कंप्यूटर को उत्पादन उपकरणों को निर्देशित करने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है और यह न केवल उत्पादों के निर्माण में मदद कर रहा है बल्कि उत्पादों का संचालन भी कर रहा है अब हमें चालक रहित गाड़ियाँ मिल गई हैं हमें चालक रहित गाड़ियाँ मिल गई हैं गाड़ियाँ अमेरिका में बहुत आम हैं चालक रहित गाड़ियाँ स्थानीय गाड़ियाँ हैं वे अमेरिका में बहुत आम हैं उन्हें कंप्यूटर द्वारा एक नियंत्रण कक्ष में बैठे लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ट्रेन बिना ड्राइवर के चलती है कोई ड्राइवर नहीं है इसलिए उत्पादों की डिज़ाइनिंग विनिर्माण और संचालन हो गया है या पूरी तरह से बदल गया है वे कंप्यूटर आधारित हो गए हैं इसका मतलब है कि निश्चित रूप से पूरी व्यवसाय प्रक्रिया बदल गई है और नई चुनौती को सामने रखा है अब हमने अमेरिका में ड्राइवर को ट्रेन से क्यों निकाल दिया है हम लागत को बचाना चाहते थे इसका मतलब है कि इससे नियंत्रण कक्ष में बैठा एक व्यक्ति ट्रेन चला सकता है या शायद एक ही समय में एक से अधिक ट्रेनें चला सकता है तो इसका मतलब है कि इसे हम चालकों की लागत बचाने के लिए कर सकते हैं सी ए एम अक्सर कम विलंब के साथ उत्पादन के अधिक कुशल प्रवाह की ओर जाता है यह बहुत प्रभावी विनिर्माण प्रक्रिया है बहुत प्रभावी अंतिम उद्देश्य लागत में कमी है करना है और मूल्य को नियंत्रण में रखकर लाभ को अधिकतम करना है अब हमारे पास सी आई एम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग CIM Computer Integrated Manufacturing है जो सी ए डी CAD और सी ए एम CAM दोनों का उपयोग करता है पहले हम डिजाइन करते हैं और फिर हम रोबोट और कंप्यूटर नियंत्रण मशीनों के साथ निर्माण करते हैं इस निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक श्रम की छोटी सी मात्रा से अधिक लचीलेपन की अनुमति मिलती है क्योंकि पूरे कार्य बल को वापस परीक्षित किए बिना कंप्यूटर प्रोग्राम में परिवर्तन किए जाते हैं देखिए दूसरे देश में हम भारत के श्रम कुशल देश की बात नहीं कर रहे हैं हमारे पास तो अतिरिक्त श्रम है और उपलब्धता बहुत सस्ती कीमत पर है लेकिन अमेरिका के बारे में सोचें यूरोप के बारे में सोचें यहां तक कि जापान में भी श्रम बहुत महँगा है और वहां वे इस बारे में सोच रहे हैं कि श्रम लागत को कम किया जा सकता है या नीचे लाया जा सकता है उदाहरण के लिए अगर वे सब कुछ तकनीक से कर रहे हैं उस मामले में लागत में गंभीरता से कमी आएगी उत्पाद मानव संसाधन या मानव मशीन पर जैसा निर्माण करते है उससे बेहतर होगा और अगर उत्पाद के डिजाइन में कोई बदलाव होता है तो कार्यदल को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही निर्माण कर रहा है कंप्यूटर स्वचालित रूप से इसे बदल देता है वे एक नए उत्पाद का निर्माण शुरू करते हैं और फिर से हम लागत बचाने के लिए यहां हैं और हम लगे हैं इस लागत की कमी को लागत के लाभ को ग्राहकों को पहुंचाने में क्योंकि विनिर्माण पक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत मजबूत है गंभीर प्रतिस्पर्धा है सभी निर्माता जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और अगर वे तकनीक की मदद लेने में सक्षम नहीं हैं उत्पादन की लागत को कम करने में तो निश्चित रूप से ग्राहक उनके उत्पाद या सेवा को अस्वीकार कर देंगे इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें यह सोचना होगा कि हर दिन एक नियमित निर्णय लेना है और नई योजनाओं के लिए नियमित नियोजन और नियमित बजट की तरह सोचना है क्योंकि अंततः दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं खरीदारों की अर्थव्यवस्था वे विक्रेता की अर्थव्यवस्था नहीं हैं एक बार वे ख़रीदार की अर्थव्यवस्था हैं क्योंकि लोगों को विकल्प मिल गए हैं इसलिए लोगों को किसी भी समय किसी भी उत्पाद को अस्वीकार करने और विकल्प की तलाश करने की और शक्ति मिली है इसलिए बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने या हासिल करने के लिए बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए या बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमें लगातार इस बात पर विचार करना होगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि अब जब आप बजट आयाम में ऑपरेटिंग बजट के बारे में बात करते हैं तो आप बात करते हैं नकदी बजट के बारे में या आप किसी अन्य बजट के बारे में बात करते हैं जोकि योजना के लिए बहुत मजबूत साधन है कुछ भी करने या किसी भी प्रक्रिया को लागू करने के लिए आपको बजट या योजनाएं बनाने की आवश्यकता है और बड़ी कंपनियों में बहुत कुशल आईटी सिस्टम की मदद से बजट 1 वर्ष से 1 सप्ताह तक नीचे आ गया है एक समय था जब आप केवल 1 वर्ष के लिए बजट तैयार कर रहे थे और वर्ष के अंत में हम एक वेरीआंसर्स विश्लेषण कर रहे थे वह भी वह यदि कोई कर रहा था और हमें पता चल रहा था कि क्या हमने लाभ प्राप्त किया है या नहीं नुकसान हम बीच में नहीं जान पा रहे थे क्योंकि कोई आंतरिक रिपोर्टिंग नहीं है बीच में कोई नियमित रिपोर्टिंग नहीं थी और सूचना रिपोर्टिंग और डेटा की कमी के कारण फर्म प्रक्रिया के दौरान अपनी समस्या अपनी ग़लतियों को ठीक करने में सक्षम नहीं थे और केवल यह बजट बजट अवधि या बजट आयाम के अंत में पोस्टमॉर्टम तुलना थी आज हमारे पास बजटीय व्यापकता के रूप में एक सप्ताह है हम योजना बना रहे हैं हम पूरे उत्पादन बजट को 1 सप्ताह के लिए तैयार कर रहे हैं वे पूरे बिक्री बजट को 1 सप्ताह के लिए तैयार कर रहे हैं और सप्ताह के अंत में हम यह विश्लेषण करते हैं कि बाजार में कितनी देर तक हम अच्छे से चल रहे हैं और क्या हमें इसकी हमारे बजट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्या आप उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं या कुछ बदलाव किए जाने की आवश्यकता है इसका मतलब है अगर पहले हफ्ते में कुछ भी गलत होता है तो इसे अगले हफ्ते में या अगले हफ्ते में सही किया जा सकता है इसलिए हालांकि सभी कंपनियों के लिए साप्ताहिक बजट संभव नहीं है लेकिन सभी कंपनियों के लिए कम से कम मासिक बजट संभव है इसलिए डेटा की जानकारी डेटा और विश्लेषण के स्रोतों की आसान उपलब्धता के साथ मासिक बजट बहुत उपयोगी साधन है और हमें पता चलता है कि वार्षिक उद्देश्य निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगा जब किसी भी महीने में हम कुछ भी करते हैं और यह गलत हो जाता है तो हम अगले 2 3 4 5 वें में ठीक कर सकते हैं हमारे पास 12 महीने हैं हमारे पास 12 बजट हैं तो एक बजट गलत हो जाता है दूसरा अच्छा होगा तीसरा अच्छा करेगा अंततः वार्षिक परिणाम बेहतर हो सकते हैं तो यह सब इस प्रक्रिया की मदद से हुआ है डेटा हमारे पास मौजूद जानकारी और हमें इस डेटा की आवश्यकता है इस जानकारी और निरंतर और नियमित रूप से निर्णय लेने के लिए हमारी दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में सुधार और फर्म के समग्र प्रदर्शन के लिए और यहां प्रबंधन लेखा कार का काम उस डेटा को उत्पन्न करना है उस डेटा की पहचान करना जो हमारे लिए उपयोगी है उसका उपयोग करें और अंत में उस जानकारी के आधार पर निर्णय लें ताकि मैं फिर से कहता हूं कि प्रबंधन लेखांकन के तहत हम वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन से प्रासंगिक जानकारी निकाल लेंगे लेकिन उस जानकारी का उपयोग कैसे करें और उस जानकारी से सार्थक निष्कर्ष कैसे निकालें उस डेटा का उपयोग उस फर्म में कैसे उचित है जिसे हम उस विषय में सीखते हैं और इसीलिए लेखांकन की यह नई शाखा विकसित की गई है विशेषज्ञों द्वारा विकसित की गई है और हम इसके बारे में सीख रहे हैं अब मैं इसे अगले भाग में ले जाऊँगा क्योंकि पर्याप्त रूप से हमने इस बारे में बात की थी हमने उसी पर पर्याप्त समय बिताया है लगभग 5 व्याख्यान हमने प्रबंधन लेखांकन के मूल सिद्धांतों के आधार पर समर्पित किए हैं यह सीखना कि यह कैसे उपयोगी है और क्या है एक तीसरी शाखा लेखांकन क्यों इसे विकसित किया गया है यह कैसे उपयोगी है और यह प्रबंधन निर्णय लेने की सुविधा कैसे देता है एक विषय के रूप में प्रबंधन लेखांकन का विषय क्या है इसलिए हमने इस सब के बारे में पर्याप्त रूप से बात की है और अब मुझे लगता है कि यह लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ने का समय है जो प्रबंधन निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं और के बारे में सीखते हैं कि वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके प्रबंधन निर्णय लेने के तरीके को सुगम बनाया जा सकता है अब हम किसी के बारे में बात करने जा रहे हैं पहली बात कोई जिसे लागत पत्रक या लागत विवरण कहा जाता है मैं आपसे बात की मैंने आपको विवरण दिखाया वह प्रारूप जिससे कि लागत पत्रक कैसे तैयार की जाती है लागत का विवरण कैसे तैयार किया जाता है और सामान्य तौर पर हमारे पास आंतरिक रिकॉर्ड्स का डेटा उपलब्ध होता है और उस डेटा की मदद से हम लागत पत्रक तैयार कर सकते हैं और हम यह पता लगा सकते हैं कि दी गई अवधि के लिए उत्पाद की लागत क्या होगी हमारे पास बाजार से लिया हुआ विक्रय मूल्य है इसलिए हम बिक्री मूल्य के साथ लागत की तुलना करते हैं हम उस से ऑपरेटिंग लाभ का पता लगा सकते हैं जिससे हम लाभ ऑपरेटिंग लाभ या ऑपरेटिंग हानि कैसे आया यह जान सकते हैं या नुकसान को लाभ में कैसे बदला जा सकता है और कैसे लाभ में सुधार किया जा सकता है जिनके बारे में हम इस लागत पत्रक की मदद से सीखेंगे इसलिए जब आप इस लागत पत्रक के बारे में बात करते हैं तो हमारे साथ उपलब्ध जानकारी होती है और यदि आप इस जानकारी को पढ़ते हैं यदि आप इस जानकारी को देखते हैं तो हमें बस उस जानकारी के बारे में डेटा दिया जाता है अल्फा इंडिया लिमिटेड की पुस्तकों में दी गई जानकारी से लागत पत्रक बनाओ बिक्री लागत बिक्री लाभ और लाभ निकालो अब इस जानकारी को देखें यह कुल जानकारी है जो हमें दी गई है अब इस विषय के एक छात्र के रूप में हमें यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि हम लागत का विवरण या लागत पत्रक तैयार करने जा रहे हैं न कि लाभ और हानि खाते को या बैलेंस शीटको ताकि हम इस बारे में अवगत हों कि उत्पाद की कुल लागत की गणना करने के लिए जो जानकारी हमारे लिए उपयोगी है जो जानकारी हमारे लिए अप्रासंगिक है और उसका उपयोग कैसे किया जाए इसलिए लागत पत्रक जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में या चर्चा के अंतिम भाग में कभी प्रो फॉर्म दिखाया है आप जानते हैं कि लागत पत्रक के लिए यह है कि हमारे पास एक तरफ सभी लागत कारक है और दूसरे साइड में हमारे पास उन लागत कारकों के सभी मूल्य हैं और फिर हम उन्हें एक एक करके डालते रहते हैं और हम उत्पाद की कुल लागत की गणना करने के लिए सीधे कूदते नहीं हैं हम उप लागत के दो अलग अलग 4 5 अलग अलग प्रकारों में विभाजित करते हैं और अंत में हम इन 4 5 लागतों या शायद 4 लागतों को जोड़ते हैं और फिर हम उत्पाद की लागत उत्पाद की कुल लागत की गणना करते हैं यानी बिकने वाले उत्पाद की लागत बिक्री या लागत बाजार इसलिए हम इसे विभिन्न लागतों उप लागतों में विभाजित करते हैं सबसे पहले हम गणना करते हैं कि कौन सी लागत वह प्रमुख लागत है दूसरी लागत काम की लागत है जब प्रमुख लागत में आप सभी कारखाना ओवरहेड्स को जोड़ते हैं तो यह कार्य लागत या कारखाना लागत बन जाता है और फिर जब हम सभी ऑफ़िस प्रबंधक ओवरहेड को जोड़ते हैं तब हम उत्पादन की लागत की गणना करते हैं और फिर जब हम गणना करते हैं तो बिक्री को जोड़ते हैं और वितरण उत्पादन की लागत में ओवरहेड्स है फिर अंत में हम कहते हैं कि बेचे जाने वाले उत्पाद की लागत पहुंच गए हैं अंत में हम कह सकते हैं हम बाजार में बेचे जाने वाले उत्पाद की लागत पहुंच चुके हैं या आप इसे बिक्री की लागत के रूप में कह सकते हैं इसलिए हम उत्पाद की कुल लागत की गणना करने के लिए सीधे तरीके से नहीं कूद रहे हैं क्योंकि हम लागत के नियंत्रण को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं और यह केवल तभी संभव है जब आप जानते हैं कि लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए यदि यह अलग अलग इकाइयों और उपइकाइयों में विभाजित है यह एक रिस्पांसिबिलिटी सेंटर की तरह है मुख्य लागत एक रिस्पांसिबिलिटी सेंटर है वर्क्स लागत एक और रिस्पांसिबिलिटी सेंटर है उत्पादन की लागत एक और रिस्पांसिबिलिटी सेंटर है बिक्री की लागत एक और रिस्पांसिबिलिटी सेंटर है इसलिए हमारे पास चार रिस्पांसिबिलिटी सेंटर हैं यदि उत्पाद की लागत बढ़ रही है हमारे नियंत्रण से परे तब हमें सबसे पहले देखना होगा क्या प्रमुख लागत स्वीकार्य स्तर पर है या वर्क्स लागत अधिक है मुझे लगता है कि यह स्वीकार्य नहीं है इसलिए इसका मतलब है कि आपके पास नहीं है अन्य लागत को छूने के लिए आपको मुख्य लागत को नहीं छूना है आपको प्रशासनिक ओवरहेड्स को नहीं छूना है और न ही आपको विक्रय और वितरण ओवरहेड को स्पर्श करना है आपको केवल एक को छूना है जो कि कारखाना ओवरहेड वर्क्स ओवरहेड है क्योंकि जब आप हमारे कारखाने के ओवरहेड की तुलना अन्य प्रतियोगियों के कारखाने ओवरहेड्स से करते हैं तो वे हमारे ख़र्चों की तुलना में बहुत कम खर्च कर रहे हैं इसलिए हमें कारखाने के ओवरहेड्स पर ध्यान देना होगा इसी तरह अगर उत्पादन की लागत काम करने के लिए आपकी समस्या हो रही है तो यह ठीक है तो आपको यह देखना होगा कि प्रशासनिक ओवरहेड्स बहुत अधिक हैं हमें प्रशासनिक ख़र्चों को कम करना होगा या यह बिक्री और वितरण खर्च हो सकता है इसलिए अलग अलग चार रिस्पांसिबिलिटी सेंटर हैं और हमें यह पता लगाना होगा कि किस केंद्र में क्या लागत है क्या यह स्वीकार्य स्तर पर स्वीकार किया गया है चाहे वह प्रतिस्पर्धी हो या नहीं और कुछ भी करने की आवश्यकता है हमें वह करना होगा तो इस जानकारी से यदि हम अभी देखेंगे तो आपको पहले हमें दी गई जानकारी पढ़नी होगी वास्तविक जीवन में कल भी जो भी जानकारी आपके लिए उपलब्ध है या शायद व्यावहारिक जीवन में किसी को भी मिल सकती है पहले हमें यह देखना होगा कि लागत के विवरण का लागत पत्रक तैयार करने के लिए सभी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है केवल कुछ सीमित जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें लागत ऑपरेटिंग लागत की गणना करनी होगी इसलिए हमें प्रमुख लागत की गणना करनी होगी प्रमुख लागत में क्या जरूरी है केवल तीन चीजें माल श्रम और बाकी सीधे ओवरहेड फ़ैक्टरी लागत की गणना करने के लिए आपको प्रमुख लागत की जरूरत होती है और फ़ैक्टरी ओवर हेड वह सब है जो प्रमुख लागत में शामिल नहीं होती है और फ़ैक्टरी में यह जरूरी होता है कि फ़ैक्टरी की लागत का फ़ैक्टरी अवयव फ़ैक्टरी ओवरहेड्स का हिस्सा हो फिर जो प्रशासनिक ओवरहेड्स हैं कार्यालय का किराया कार्यालय का मूल्य ह्रास कर्मचारियों के वेतन ये सभी प्रशासनिक ओवर हेड हैं इसलिए उन ओवरहेडस और बिक्री वितरण ख़र्चों की तलाश करें इसलिए ये चार व्यापक प्रमुख खर्च हैं जो इस मामले के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कि इस आधार पर हम एक लागत पत्रक तैयार करेंगे और यह लागत पत्रक हमें उस लागत को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने में मदद करेगा जो लागत में काम किया गया है लागत पत्रक या लागत विवरण में इसलिए मैं आपके लिए एक काल्पनिक उदाहरण या काल्पनिक जानकारी लाया हूं कि यदि आपके पास इस तरह की जानकारी कल आपके व्यावहारिक जीवन में है तो लागत शीट या लागत वितरण को विकसित करने के लिए इस जानकारी का उपयोग कैसे करें और अंत में निर्णय लें कि लागत कितनी होनी चाहिए और अगर आपको बिक्री राशि बजटीय बिक्री राशि भी दी जाती है तो हम पूर्व योजना बना सकते हैं और इसे पहले से जान सकते हैं कि हम अपनी उत्पादन प्रक्रिया और बिक्री से क्या ऑपरेटिंग लाभ की उम्मीद कर सकते हैं अब यहाँ आप उस नंबर एक को देखते हैं यहाँ दी गई अलग अलग जानकारी है हमारे पास इस तरफ कुल इनपुट्स हैं यह ट्रायल बैलेंस नहीं है यह कुछ भी नहीं है यह केवल एक जानकारी है इसका मतलब है कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस है तो आपके पास दाहिने हाथ की ओर खातों के प्रमुख हैं आपके पास दो बैलेंस हैडेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ठीक है इसलिए हम जानते हैं हमें कुछ अनुमान है कि डेबिट बैलेंस लाभ और हानि खाताबैलेंस शीट कि किस और जाएगा और क्रेडिट बैलेंस लाभ और हानि खाते बैलेंस शीट के किस पक्ष में जाएगी लेकिन इस जानकारी से यहां हमें कोई पता नहीं है क्योंकि यह ट्रायल बैलेंस नहीं है आप हमें दी गई निरंतर जानकारी को एक सारणीबद्ध रूप में देखते हैं कि हमारे पास यह सब जानकारी उपलब्ध है और हम उत्पाद की लागत पत्रक या अनुमानित लागत को विकसित करना चाहते हैं हम निर्माण करने जा रहे हैं तो क्या होगी लागत कुल इकाई के लिए कुल लागत जो हम निर्माण कर रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं यदि बिक्री मूल्य उदाहरण के लिए इस मामले में अगर हमें बिक्री मूल्य 189500 रुपये दिया जाता है तो यह अपेक्षित बिक्री मूल्य है ये सभी इनपुट लागत हैं या लागत प्रमुख हैं इसलिए अब आप एक लागत पत्रक तैयार करते हैं और फिर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि परिचालन लाभ क्या है कुल लागत क्या है जो परिचालन लाभ है और हमें बिक्री दी गई है इसलिए अब हमें लागत पत्रक तैयार करना सीखना होगा क्योंकि लागत पत्रक प्रबंधन लेखांकन के तहत पहला मुख्य लागत लेखांकन का एक साधन है लेकिन हमें इसका उपयोग प्रबंधन लेखांकन में करना होगा और इस लागत पत्रक को विकसित करने से पता चलेगा कि इसे कैसे विकसित किया जाए जो हमने लागत लेखांकन के तहत सीखा है लेकिन इस लागत पत्रक को विकसित करने के बाद इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए यह हम यहां जानने जा रहे हैं तो इसका मतलब है चूंकि यह उपयोग करने के लिए नया है हम दोनों चीजें कर रहे हैं जो लागत विवरण या लागत पत्रक को विकसित करना और फिर वहां जानकारी की व्याख्या करेंगे और हम इसका उपयोग फर्म में रणनीतिक निर्णय लेने के लिए करेंगे तो अब हमारे पास पहले है इसे तैयार करने से पहले और आगे जाने के बाद हम इस जानकारी पर चर्चा करें कि यह जानकारी लागत पत्रक में कहाँ रखी जा सकती है और लागत पत्रक के किस भाग के लिए यह उपयोगी हो सकता है किस प्रकार की लागत में शामिल है इसलिए उदाहरण के लिए यहां पर दी गई जानकारी प्रत्यक्ष सामग्री की तरह है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य लागत की गणना के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता है सामग्री श्रम पहली सामग्री दूसरी है श्रम और तीसरी है प्रत्यक्ष ओवरहेड्स तो इसका मतलब है कि हमें स्पष्ट रूप से दिया गया हैं यह सबसे सरल उदाहरण है हम बाद की समस्याओं में कठिनाई के स्तर को बढ़ाएंगे लेकिन यह समस्या का सबसे सरल रूप है इसलिए सीधे यहां हमें दिया गया है हमारे पास प्रत्यक्ष सामग्री है जो उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक है जो कि यह फर्म अल्फा इंडिया लिमिटेड बनाती है फिर हमें सीधे मजदूरी दी जाती है इसलिए हमेशा मजदूरी और वेतन के बीच अंतर करें मजदूरी प्रधान लागत का हिस्सा होना चाहिए और वेतन प्रशासनिक ओवरहेड है और उन्हें प्रशासनिक लागत का हिस्सा बनना है इसलिए वेतन को मजदूरी में शामिल ना करें और मजदूरी को वेतन में बहुत स्पष्ट हो कि मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय है जहां वेतन अप्रत्यक्ष व्यय है ठीक है ना फिर हमारे पास प्रत्यक्ष व्यय हैं तो इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष व्यय का अर्थ है अन्य प्रत्यक्ष ओवरहेड्स इसलिए हमारे पास सामग्री थी हमारे पास मजदूरी थी और हमारे पास अन्य प्रत्यक्ष व्यय थे इसलिए इस मामले में यदि आप लागत पत्रक तैयार करना चाहते हैं और कुल लागत की लागत के पहले घटक की गणना करना चाहते हैं जो कि एक प्रमुख लागत है तो हमारे पास है सामग्री श्रम और अन्य ख़र्चों के तीन महत्वपूर्ण घटक हमारे पास 100000 मूल्य की सामग्री प्रत्यक्ष मजदूरी 25000 और प्रत्यक्ष खर्च 5000 हैं मैं इसे तैयार करुंगा लेकिन सिर्फ सादगी के लिए अगर आप यहां मुख्य लागत की गणना करें तो यह 130000 रुपये का है अब आप आगे बढ़ेंगे मतलब की एक बार जब प्रधान लागत 130000 रुपये होगी तो अब अगली वस्तु फोरमैन की मजदूरी है जहां फोरमैन काम करता है वह कारखाने में काम करता है वह एक तकनीकी व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष व्यक्ति है वह केवल यह आवश्यक है कि जब कोई प्लांट चल रहा हो तो उसमें कोई खराबी या कोई खराबी हो भौतिक श्रम या अन्य प्रत्यक्ष खर्चों की तरह न हो यह अप्रत्यक्ष ओवरहेड है लेकिन कारखाने में आवश्यक है इसलिए यह कारखाना लागत का एक हिस्सा है फिर प्रकाश और शक्ति है हम जानते हैं कि कारखाने में प्रकाश की आवश्यकता होती है शक्ति विशेष रूप से तब जब यह हमें प्रकाश देती है इसलिए इसका अर्थ है शक्ति शक्ति को बढ़ाना प्रकाश और शक्ति हमें दी जाती है यदि आप इसे देखते हैं हमें विद्युत शक्ति दी जाती है जब इसे केवल विद्युत लिखा जाता है तो आप बहुत भ्रमित हो सकते हैं लेकिन यह स्पष्ट रूप से विद्युत शक्ति लिखी जाती है कारखाने में विद्युत शक्ति की हमेशा आवश्यकता होती है इसलिए यह अप्रत्यक्ष कारखाना ओवरहेड होगा प्रकाश आपको स्पष्ट रूप से दिया जाता है हमें प्रकाश की आवश्यकता कहां होती है हमें कारखाने में प्रकाश की आवश्यकता होती है और हमें कार्यालय में प्रकाश की आवश्यकता होती है इसलिए आपको कारखाने के प्रकाश को कारखाना ओवरहेड्स में और कार्यालय प्रकाश को प्रशासनिक ओवरहेड्स में रखना होगा फिर आपकी स्टोर कीपर की मजदूरी है यहां दो शब्द है एक स्टोर कीपर है और दूसरा गोदाम स्टोर हम कच्चे माल के भंडारण के लिए उपयोग करते हैं और गोदाम शब्द का उपयोग हम सामान्य रूप से तैयार माल के भंडारण के लिए करते हैं इसलिए अगर यह स्टोर की मजदूरी है तो यह कारखाने की लागत का एक हिस्सा है लेकिन अगर यह एक गोदाम है तो यह बिक्री और वितरण ओवरहेड्स का एक हिस्सा है ठीक है तेल और पानी साफ हुआ यह कारखाने में आवश्यक है फिर हम किराए कारखाने और कार्यालय के बारे में बात करते हैं अब किराया 5000 है स्पष्ट रूप से दिया गया कारखाने का हिस्सा कारखाने की लागत का हिस्सा है और 2500 प्रशासनिक ओवरहेड्स के हिस्से के रूप में 2500 कार्यालय के किराए का हिस्सा है कारखाना संयंत्र और कार्यालय परिसर की मरम्मत और नवीनीकरण आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कितना कार्यालय में चाहिए और कितना कारखाना प्लांट में कारखाने में 3500 की आवश्यकता है कार्यालय में 500 इसका मतलब है कि मरम्मत और नवीनीकरण पर कुल खर्च 4000 रुपये है ऐसा हमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कैरिज आउटवार्ड कैरिज आउटवार्ड मूल रूप से बिक्री पर भाड़ा है जो कारखाने से बाहर जा रही है जिसे कैरिज आउटवार्ड कहते है इसलिए कैरिज आउटवार्डको कहते हैं वह बाहर जाने वाला माल भाड़ा जो कारखाने के बाहर जाता है यह तैयार माल है इसका मतलब है यह बिक्री भाड़ा है और यह बिक्री और वितरण ओवरहेड्स का हिस्सा होगा जिससे मैं बाजार में बेचे जाने के लिए उत्पाद की लागत की गणना करने के लिए लूँगा जोकि प्रशासकीय लागत में जमा होगा कैरिज आउटवार्ड के रूप में फिर हमारे पास अगली चीज़ है रिजर्व में स्थानांतरण फिर देखें कि रिजर्व किसी भी लागत का हिस्सा नहीं हैं रिजर्व केवल लाभ और हानि विनियोग खाते में बनाए जाते हैं लेकिन जब हमारे पास लाभ और हानि खाते में काम किया जाता है तो लाभ और हानि खाते का विस्तार एक लाभ और हानि विनियोग खाता है इस प्रकार यह एक खाता है यह कथन हमें बताता है कि फर्म द्वारा अर्जित लाभ कैसे वितरित किया जाएगा लाभ का हिस्सा लाभांश के रूप में शेयर धारकों को जाता है लाभ का हिस्सा रिजर्व के रूप में बैलेंस शीट में स्थानांतरित किया जाता है इसलिए यह लागत से संबंधित नहीं है यह एक लाभ और हानि विनियोग मद है और हम इससे लागत पत्रक में शामिल नहीं करेंगे इसलिए आपको इस आइटम को अस्वीकार करना होगा शेयरों पर छूट को लेखांकन से निकालना यह एक लागत पत्रक आइटम नहीं है यह एक शेयर पूँजी से संबंधित आइटम है यह बैलेंस शीट पर जाएगा और यहां कुछ भी नहीं करना है मूल्य ह्रास कारखाना संयंत्र कार्यालय परिसर स्पष्ट है ना फैक्टरी प्लांट कारखाने की लागत का एक हिस्सा है कार्यालय परिसर प्रशासनिक ओवरहेड्स का एक हिस्सा है कारखाने दुकानों में कंज्यूमएबल स्टोर्स उपभोग्य भंडार कंज्यूम एबल स्टोर्स की हमेशा आवश्यकता होती है इसलिए इसका मतलब है कि यह कारखाने के ओवरहेड्स के हिस्से में जाएगा और कारखाने की लागत का हिस्सा होगा जबकि मुख्य लागत की फैक्टरी लागत की गणना करते समय आप उपभोज्य भंडार जोड़ सकते हैं प्रबंधक का वेतन आप समझ सकते हैं कि प्रबंधक कहाँ बैठे हैं वह कारखाने में बैठे हैं या कार्यालय में वह कार्यालय में बैठे हैं हम एक शब्द का उपयोग करते हैं प्रबंधक कार्यालय में प्रशासनिक ओवरहेड है इसलिए कारखानेमें जोड़ा जाता है मतलब की इससे जुड़े लागत प्रशासकीय ओवरहेड्स में जोड़ी जाएगी और उत्पादन की लागत की गणना करने में हमारी मदद करेगी निर्देशक की फीस फिर से प्रशासनिक ओवरहेड है कार्यालय स्टेशनरी स्पष्ट रूप से प्रशासनिक ओवरहेड है टेलीफोन शुल्क फिर से प्रशासनिक ओवरहेड डाक और टेलीग्राम फिर से एक प्रशासनिक ओवरहेड है इसलिए ये सभी खर्च वहां तक होते हैं जब तक कि मुख्य लागत से जुड़े खर्च फैक्ट्री की लागत से जुड़े खर्च और उत्पादन की लागत से जुड़े खर्च हो अब यहां अन्य व्यय वे व्यय हैं जो उत्पादन के बाद की लागत और इन खर्चों की गणना करते हैं उदाहरण के लिए सेल्स मैन का वेतन सेल्स मैन का वेतन फिर से बिक्री और वितरण लागत का हिस्सा है जिसे प्रशासनिक ओवरहेड्स में जोड़ा जाएगा और बेचे जाने वाले उत्पाद की लागत की गणना करने में हमारी सहायता करेगा फिर यात्रा व्यय है फिर विज्ञापन है मतलब यात्रा व्यय आम तौर पर सेल्स मैन को अनुमति देने लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है यह प्रशासनिक व्यय भी हो सकता है लेकिन यात्रा व्यय हम यहाँ मानते हैं अगर कुछ भी विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है तो हम यहाँ मानते हैं कि इसकी अनुमति है केवल सेल्स मैन को और उसे ओवरहेड बेचने और वितरण का हिस्सा बनना होगा इसलिए इसे बिक्री और वितरण ओवरहेड माना जाता है विज्ञापन निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के बिक्री के लिए आवश्यक है न कि किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिए अब आप देखें कि हमारे पास गोदाम शुल्क हैं मान ले गोदाम का शुल्क 500 रुपये है अब आप देखते हैं कि हमारे पास स्टोर खर्च और गोदाम शुल्क दोनों चीजें हैं स्टोर हाउस का खर्च कारखाने की लागत और गोदाम उत्पाद को बेचने की लागत मिल जाएगी वह बिक्री की लागत है और इसे बिक्री या वितरण के रूप में जोड़ा जाएगा न कि प्रशासनिक या कारखाने या प्रधान लागत के रूप में और फिर उसके बाद हमारे पास बिक्री की जानकारी है इसलिए हम लागत पत्रक तैयार करेंगे और अंत में हम यहां लिखेंगे मतलब कुल लागत फिर बिक्री और बीच में हम एक आंकड़ा बनाएँगे जो बिक्री और लागत के बीच अंतर होगा और जिसे ऑपरेटिंग लाभ कहा जाएगा हमारे पास अन्य आइटम भी हैं उदाहरण के लिए आयकर और लाभांश आयकर और लाभांश वे भी लाभ और हानि खाते का हिस्सा हैं आयकर लाभ और हानि खाते का एक हिस्सा है और लाभांश लाभ और हानि विनियोग खाते का हिस्सा है इसलिए रिजर्व और लाभांश में स्थानांतरित करें जहां लाभ और हानि विनियोग खातों का यह हिस्सा है वे कहीं भी जुड़े नहीं हैं वे कहीं भी जुड़े नहीं हैं उदाहरण के लिए आप इस बारे में बात करते हैं कि जब हम लाभ और हानि विनियोग खाता तैयार करते हैं तो यह वही है हम इसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं इसे लाभ और हानि विनियोग खाता कहा जाता है इसलिए हम यहां क्या करते हैं हम कुल लाभ एक तरफ डालते हैं यह वह खाता है जिसे हम यहां लिखना चाहते हैं और इस मामले में यह लाभ और हानि विनियोग लेखा है तो हम यहाँ क्या करते हैं यह डेबिट पक्ष है और यह क्रेडिट पक्ष है ठीक है तो हम यहाँ लाभ और हानि खाते से लिखते हैं कुल लाभ या आप कर के बाद शुद्ध लाभ के रूप में यहाँ लिख सकते हैं कर के बाद शुद्ध लाभ से कुल लाभ राशि जो भी यहाँ आती है उदाहरण के लिए यह 10000 रुपये है सही है अब सबसे पहले हम यहाँ लाभांश के लिए लिखेंगे उदाहरण के लिए यह २००० रुपये का लाभांश है लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है फिर जो विशिष्ट आरक्षित हम बनाना चाहते हैं उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग अलग भंडार हैं बनाए गए हैं हम उसके लिए 3000 रुपये हस्तांतरित करना चाहते हैं और फिर अंत में स्थानांतरित करती हैं जनरल रिजर्व को और शेष राशि को सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित किया जाएगा जो कि राशि है उदाहरण के लिए इस मामले में 5000 रुपये तो दोनों पक्ष समान हैं यह 10000 रुपये है और यह फिर से 10000 रुपये है और लाभ और हानि खाता संतुलित है बस आपको याद है मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि ये आइटम उदाहरण के लिए रिजर्व में स्थानांतरित की जाएगी और लाभांश पर आयकर में ध्यान दिया जाएगा आयकर जो हम केवल लाभ और हानि खाते में प्रदान करते हैं जब आप गणना करते हैं बिक्री मूल्य से सभी खर्चों को घटाकर दो आंकड़ों पर पहुंचने के बाद लाभ पहले पीबीटी है कर से पहले का लाभ फिर फर्म की आय के आधार पर आयकर घटाया हुआ कंपनी कर और यह घटाया जाता है जब आप पीएटी पर पहुंचते हैं यह एक लाभ या कर के बाद शुद्ध परिचालन लाभ है जिसे पीएटी कहा जाता है तो आप नो पीएटी पर पहुंचते हैं इसलिए वहां आयकर की आवश्यकता होती है तो इस कुल जानकारी में आप ट्रांसफर रिजर्व की जानकारी शेयरों पर छूट लिखित छूट और फिर आयकर की जानकारी और लाभांश की जानकारी का उपयोग नहीं कर रहे हैं आप इस जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे आप केवल अन्य वस्तुओं का उपयोग करेंगे और आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि प्रमुख लागत आइटम कौन से हैं फैक्ट्री आइटम फैक्ट्री लागत आइटम कौन से हैं जो उत्पादन वस्तुओं की लागत हैं कौन सी बिक्री और वितरण वस्तुएँ हैं और अंत में वे वस्तुएँ जो हमें कारखाने की लागत प्रमुख लागत कारखाने की लागत फिर उत्पादन की लागत और बिक्री की लागत देती हैं तो एक बार लागत के इन चार प्रमुखों के बाद लागत के उप घटक हमारे साथ तैयार हो जाते हैं हम घटाते हैं हम कुल लागत की गणना करते हैं बिक्री से घटाते हैं और शुद्ध परिचालन लाभ की गणना करते हैं इसलिए यह प्रक्रिया है कि हम लागत पत्रक कैसे तैयार करते हैं यह मैं सैद्धांतिक रूप से आपको समझा रहा हूं लेकिन अगली कक्षा में मैं यहां से तैयारी करुंगा इस जानकारी से हम लागत पत्रक तैयार करेंगे और फिर हम देखेंगे कि यह पत्रक कैसे तैयार होगा और एक मिलियन डॉलर का सवाल यह है कि इन दिनों आईटी सहायक प्रणाली के कारण लागत पत्रक तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं है और अगर आपके पास संबंधित जानकारी उपलब्ध है और इसे आईटी सिस्टम में डाल दिया जाए या इस सॉफ्टवेयर में उत्पन्न हो जाएगा लागत पत्रक जो हमें उत्पाद की कुल लागत देगा यहां मिलियन डॉलर का सवाल यह है कि उस जानकारी को कैसे देखा जाए हम यह देखना चाहते हैं कि उद्देश्य क्या है उद्देश्य केवल उस असेसमेंट की लागत है मतलब कि हमें प्रबंधन लेखांकन की आवश्यकता नहीं है फिर लागत लेखांकन यह कार्य करेगी लेकिन यदि उद्देश्य लागत नियंत्रण है तो इसीलिए हमारे पास यह विवरण है जिसका उद्देश्य अभिनव रूप से लागत नियंत्रण है ताकि उत्पाद की दक्षता से समझौता न हो लेकिन लागत नियंत्रण में रखी गई है और इस नियंत्रण कारण से हमें लागत के विभिन्न घटकों और उप घटकों को देखना होगा यह देखना होगा कि मुख्य लागत क्या है हमारे कारखाने की लागत क्या है उत्पादन की लागत क्या है बिक्री की लागत क्या है अब हमें कौन बताएगा कि लागत अधिक है या कम है आप अपनी लागत के अनुसार समय श्रृंखला का विश्लेषण कर सकते हैं इसका मतलब है कि उस अवधि के दौरान फर्म के एक विशेष उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत बढ़ रही है या शेष स्थिर या नीचे जा रहा है यह संभव हो सकता है कि लागत बढ़ रही है क्योंकि इनपुट लागत बढ़ रही है यह संभव हो सकता है कि इनपुट लागत कम हो गई है और यह स्थिर रह सकता है यह तुलना करने का एक तरीका है दूसरी बात यह है कि यह एक क्रॉस सेक्शन विश्लेषण कैसे है क्रॉस सेक्शन विश्लेषण का मतलब है कि अन्य कंपनियां एक ही क्षेत्र में कैसे कर रही हैं हमें किसी तरह उनकी लागत पत्रक हासिल करनी होगी जासूसी करके हो सकती है या कुछ औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों से हो सकती है और फिर हमें यह तुलना करनी होगी कि क्या दूसरी कंपनी के पास प्रमुख लागत की एक्स राशि है और हमारी लागत से अधिक है ऐसा क्यों है वे उस लागत को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं जहां से वे कच्चे माल की ख़रीद कर रहे हैं वे अपने श्रमिकों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं और उनकी अन्य प्रत्यक्ष लागतों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं इसी तरह वे फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं इसलिए हमें इसकी तुलना करनी होगी और यहां केंद्र बिंदु यह है कि प्रत्येक कंपनी को अग्रणी कंपनी के प्रदर्शन के साथ तुलना करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बाजार में फर्म की रैंकिंग होती है एक शीर्ष पर है दूसरे का पालन करते हैं कि कैसे शीर्ष फर्म उस स्थिति तक पहुंचने में सक्षम हुई है कि कैसे वे लागत को कम करने में सक्षम हैं और उस विशेष मूल्य पर लोगों को बहुत ही कुशल उत्पाद प्रदान करने में सक्षम हैं और हम उत्पाद की लागत को कम करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए हम अपनी लागत का समय श्रृंखला विश्लेषण कर सकते हैं अतीत में हमारी लागत या हम अन्य फर्मों की लागत से पार अनुभागीय विश्लेषण अनुभागीय विश्लेषण कर सकते हैं और अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि लागत नियंत्रण में है या नहीं और यहाँ लागत पत्रक है क्योंकि हमने लागत के चार घटकों को विभाजित किया हैं तो उद्देश्य यह है कि किसी भी समय पर यह जानना कि किसी भी समय लागत नियंत्रण प्राप्त करना या कार्यान्वित करना आवश्यक है हमें संपूर्ण लागत पत्रक को देखने की आवश्यकता नहीं है लागत के हमारे विभिन्न उप घटकों की तुलना अन्य कंपनियों की लागत के साथ करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बिंदु कमजोर बिंदु है यदि हमारी प्रधान लागत बहुत अधिक है तो हम केवल तीन घटको पर नजर डालेंगे माल की लागत श्रम लागत और अन्य प्रत्यक्ष ओवरहेड्स और इन तीन में भी केवल माल की लागत जोकि ध्यान देने योग्य है क्योंकि है माल लागत उत्पाद की कुल लागत का 50 से 55 या कभी कभी 60 प्रतिशत होता है इसलिए लागत नियंत्रण के बड़े तत्व पर निशाना लगाना हमेशा बेहतर होता है यदि आप लागत नियंत्रण को लागू करना चाहते हैं यदि आप लागत नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा सबसे बड़े तत्व पर हिट करें क्योंकि उदाहरण के लिए यदि सामग्री की लागत 50 प्रतिशत है और हम उस 50 प्रतिशत की 10 प्रतिशत तक भी लागत को कम करने में सक्षम हैं इसका मतलब है कि हम उत्पाद की समग्र लागत को 5 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम हैं क्योंकि यह कुल लागत के उत्पाद की 50 प्रतिशत लागत का गठन करता है और यदि आप 10 प्रतिशत भी सामग्री लागत को कम करने में सक्षम हैं तो उत्पाद की कुल लागत की 5 प्रतिशत लागत कम हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है और यदि आप उदाहरण के लिए आप अपना समय बर्बाद करते हैं अन्य निर्देशित सिर पर विश्लेषण करने के लिए अन्य प्रत्यक्ष ओवरहेड उदाहरण के लिए हैं कि आप कितना कहे तो यह उत्पाद की कुल लागत का 2 प्रतिशत है यहां तक कि आप कहते हैं कि 50 प्रतिशत का प्रबंधन करें कि आप उत्पाद की कुल लागत में कितनी उपलब्धि करने जा रहे हैं यह एक बड़ी राशि नहीं है इसलिए हमेशा हमें यह देखना होगा कि कौन से बड़े प्रमुख हैं जो उत्पाद की लागत की कुल लागत के बड़े घटक हैं यदि आप लागत को नियंत्रित करना चाहते हैं उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सामग्री की लागत अब बहुत अधिक है हम पा रहे हैं कि सामग्री की लागत बहुत अधिक है तो आप यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपूर्ति कर्ता कौन हैं या बाजार की सबसे अच्छी कंपनियां का नेता कौन है जो हमारे आपूर्ति कर्ता हैं किस अवधि में वे उन्हें सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं वे किन शर्तों पर हमें सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं इसलिए हमें समान शर्तों समान शर्तों पर भी सक्षम होना चाहिए जो हमारे प्रतियोगियों के लिए सक्षम हैं यदि उनके स्रोत अलग अलग हैं तो हमें स्रोतों को देखना होगा सामग्री की लागत को कम करना होगा इसलिए इस मामले में आपको पता लगाना होगा उदाहरण के लिए बात करें तो मैं इस्पात क्षेत्र के बारे में बात कर रहा था इस्पात क्षेत्र में एक ही स्रोत है क्योंकि भारत में लौह अयस्क के सभी बंदी खाने सेल के नियंत्रण में है इसलिए जब निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए इस्पात क्षेत्र को खोला गया और तब हमारे पास लॉयड और एस आर स्टील थे देश के पश्चिमी भाग में और और देश के पश्चिमी भाग में था जिंदल स्टील और मेरे ख्याल से कर्नाटक में विजयनगर स्टील प्लांट था इसलिए अब इन निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास विकल्प यह था कि या तो वे दूसरे देशों के बाजारों से कच्चा माल आयात कर सकती हैं या अगर उन्हें भारत से कच्चा माल खरीदना है तो उन्हें सेल से खरीदना होगा यदि SAIL इस उत्पाद में प्रतियोगिता में भी है तो सेल SAIL संभव हो सकता है कि सेल SAIL सामग्री को किसी ऐसे मूल्य पर नहीं बेचेगा जो उनके लिए आरामदायक हो या उन्हें स्वीकार्य हो सकता है इसलिए उनकी पसंद यह होनी चाहिए कि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करें वे किसी अन्य देश से भी कच्चे माल का आयात कर सकते हैं और वे लागत को कम करने के लिए इसे तैयार उत्पाद में परिवर्तित कर सकते हैं उदाहरण के लिए अब जिंदल स्टील वर्क मध्य पूर्व के देशों से सामग्री का आयात कर रहा है उनके पास इस्तेमाल किए गए इस्पात की बड़ी मात्रा है और उनके पास यहां तक कि लौह अयस्क की भी बड़ी मात्रा है जो बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध है वे वहां से आयात कर रहे हैं और वे उत्पादन की लागत को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें यह देखना होगा कि लागत का सबसे बड़ा घटक कैसे ढूंढा जाए जो हमें न्यूनतम लागत देने में सक्षम है यदि हम सबसे बड़े घटक और सबसे छोटे घटक पर निशाना साधने में सक्षम नहीं हैं जिसमें कुल लागत में 2 3 4 प्रतिशत का योगदान है तो क्या हो रहा है कि हम केवल प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम परिणाम प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि केवल वहां प्रयास करें जहां परिणाम अधिकतम है इसलिए और हमेशा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला स्वर्ण सिद्धांत लागत और लाभ का सिद्धांत है लागत हमेशा व्युत्पन्न लाभों से कम होनी चाहिए उस विश्लेषण से या उस किसी भी लागत नियंत्रण तकनीक से इसलिए लागत निश्चित रूप से उपलब्ध लाभों की तुलना में कम होनी चाहिए यदि ऐसा होता है तो इसके लिए जाना है यदि ऐसा नहीं होता है तो उस तरह के निर्णय को लागू करने के लिए मत जाओ तो इस तरह से हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि लागत पत्रक क्या है और हम इसे कैसे तैयार कर सकते हैं कि लागत पत्रक के लिए प्रासंगिक जानकारी क्या है लेकिन लागत पत्रक कैसे तैयार करें और कैसे कहें कि इस जानकारी से लागत के विभिन्न घटकों को देखकर अगली कक्षा में लागत पत्रक तैयार करेंगे और फिर हम उसका भी विश्लेषण करेंगे कि वह लागत पत्रक कैसी दिखती है और हमें उसका विश्लेषण कैसे करना है यह सब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे